दूसरे सप्ताह के अंतिम व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हम लैंग्वेज मॉडलिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे और वहाँ हम लैंग्वेज मॉडल में शून्य के बारे में एक समस्या के बारे में संकेत दिया आज इस व्याख्यान में हम न केवल लैंग्वेज मॉडलिंग में इस शून्य के बारे में चर्चा करेंगे बल्कि यह भी कि आप अपने लैंग्वेज मॉडल का मूल्यांकन कैसे करते हैं जो आपने कुछ डेटा से सीखा है इस व्याख्यान के लिए ये दो मुख्य विषय हैं हम लैंग्वेज मॉडल के मूल्यांकन के साथ शुरू करते हैं एक लैंग्वेज मॉडल के मूल्यांकन के लिए बुनियादी मापदंड क्या है एक सिंबल इन्टूसन एक लैंग्वेज मॉडल हो सकता है अगर यह वास्तविक वाक्यों को उच्च प्रोबेबिलिटी प्रदान कर रहा है वास्तविक वाक्य और कम प्रोबेबिलिटी वाले वाक्य जो इतने व्याकरणिक नहीं हैं कि लैंग्वेज मॉडल के मूल्यांकन के लिए एक मापदंड हो सकते हैं लेकिन यह मैन्युअल रूप से किया जाना है आपको यह जांचना होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि आपका मॉडल विभिन्न वाक्यों को निर्दिष्ट कर रहा है जो वास्तविक हैं अधिकांश वाक्य जो वास्तविक नहीं हैं वे व्याकरणिक नहीं हैं लेकिन क्या हम ऐसा स्वचालित रूप से कर सकते हैं हम किसी प्रकार के प्रशिक्षण और परीक्षण डेटा का उपयोग कर सकते हैं इस प्रशिक्षण और परीक्षण डेटा का उपयोग करने के पीछे क्या विचार है मेरे पास कुछ कॉर्पस है और मैं उसके कुछ पार्ट पर अपना लैंग्वेज मॉडल सीखता हूं यह मेरा प्रशिक्षण सेट है एक बार जब मैंने अपने प्रशिक्षण सेट से वह लैंग्वेज मॉडल सीख लिया है तो मैं परीक्षण करूंगा कि क्या यह मेरे परीक्षण डेटा के लिए एक अच्छी उच्च प्रोबेबिलिटी प्रदान कर रहा है और यह पता लगाने के लिए मेरे पास कुछ मूल्यांकन मेट्रिक होंगे कि यह मॉडल मेरे परीक्षण डेटा पर कितना अच्छा कर रहा है और इस तरीके से मैं विभिन्न लैंग्वेज मॉडल की तुलना भी कर सकता हूं अगर मैंने उदाहरण के लिए तीन अलग अलग लैंग्वेज मॉडल सीखे हैं तो मैं यह पता लगा सकता हूं कि मेरे परीक्षण डेटा पर कौन बेहतर करता है और यह सबसे अच्छा मॉडल होगा सामान्य तौर पर भाषा के मॉडल का मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीके क्या हैं जैसे कि मूल्यांकन के लिए दो अलग अलग मापदंड हैं एक को एक्सट्रिनसिक और दूसरे को इनट्रिनसिक कहा जाता है हम व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे कि ये क्या हैं मुझे अपने लैंग्वेज मॉडल के एक्सट्रिनसिक मूल्यांकन से क्या मतलब है मान लीजिए कि मैंने कुछ प्रशिक्षण डेटा से दो अलग अलग लैंग्वेज मॉडल सीखे हैं हम एक्सट्रिनसिक मूल्यांकन में क्या करते हैं हम निश्चित कार्य पर उनका उपयोग करने का प्रयास करते हैं उन कुछ एप्लीकेशनस को याद रखें जिनके बारे में हमने लैंग्वेज मॉडल पर चर्चा की है वे स्पेलिंग करेक्शन या स्पीच रेकोगनाईजेसन और उन सभी में उनका उपयोग कर सकते हैं मैं इस एक्सट्रिनसिक मूल्यांकन में क्या करता हू कि एक बार जब मैंने दो अलग अलग मॉडल सीख लिए हैं तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से इन कार्यों पर लागू करने का प्रयास करूंगा और विभिन्न मॉडलों द्वारा इस कार्य के लिए मुझे जो परफॉरमेंस मिल रहा है वह क्या है और जो भी मॉडल इन कार्यों पर बेहतर प्रदर्शन दे रहा है वह मेरा पसंदीदा मॉडल है इसे एक्सट्रिनसिक मूल्यांकन या टास्क बेस्ड मूल्यांकन कहा जाता है यहां हमने चर्चा की है क्या हमने तीन अलग अलग टास्कस का उल्लेख किया है स्पेलिंग करेक्शन स्पीच रेकोगनाईजेसन और मशीन ट्रांसलेशन मेरे पास दो मॉडल ए और बी है मुझे इन तीन कार्यों के लिए एक्यूरेसी वैल्यूज मिलेगी और मैं एक्यूरेसी की तुलना करूंगा और बताऊंगा कि कौनसा लैंग्वेज मॉडल अन्य की तुलना में बेहतर है यह मेरा एक्सट्रिनसिक मूल्यांकन है लेकिन क्या वास्तव में कुछ टास्क पर इसे लागू किए बिना मूल्यांकन का कुछ इनट्रिनसिक तरीका है इसके लिए हमारे मन में विकलता की धारणा है इसलिए हम इनट्रिनसिक मूल्यांकन के लिए लैंग्वेज मॉडल का मूल्यांकन करते हैं यदि आप इस नाम के बारे में सुनते हैं तो इन्टूसन शैनॉन गेम से आता है वह खेल क्या है जिसमे आप निश्चित कांटेक्स्ट में अगले शब्द को कितनी अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं आइए कुछ उदाहरण देखते है मेरे पास पहले वाक्य में आई ऑलवेज आर्डर पिज़्ज़ा विथ चीज़ एंड और अगला शब्द जिसे आपको प्रेडिक्ट करना होगा वह पेपर या ओर कुछ हो सकता हैं और इसी तरह दूसरे वाक्य में द प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया इस और आप अगले शब्द को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसी तरह तीसरे वाक्य में आई रोट ए और आप अगला शब्द लैटर या प्रोग्राम या जो भी हो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अब मेरे डेटा में मुझे पता है कि वे शब्द क्या हैं जो इन रिक्त स्थान को भर देंगे अब मान लें कि मेरे पास दो अलग अलग लैंग्वेज मॉडल हैं तो मैं यह पता लगाऊंगा कि इनमें से कौनसा ब्लेंक्स दुसरे की तुलना में बेहतर है जो भी अगले शब्द को प्रेडिक्ट करने में अच्छा है वह मेरा पसंदीदा लैंग्वेज मॉडल है एक बात आप यहां से आसानी से कह सकते हैं शायद यूनीग्राम मॉडल इस टास्क के लिए नहीं बनाए गए हैं मान लीजिए कि आप एक यूनिग्राम मॉडल का उपयोग करके अगले शब्द को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा यदि आपको याद है कि यूनीग्राम मॉडल कांटेक्स्ट का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं आप हर उस स्थान पर उपलब्ध कराएंगे जो सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी वाला शब्द है शायद यूनीग्राम मॉडल इस टास्क के लिए अच्छे नहीं हैं लेकिन आप एक बाईग्राम मॉडल लागू कर सकते हैं जो पिछला शब्द उपयोग करता है ट्राइग्राम मॉडल जो पिछले दो शब्दों का उपयोग करता है अंत में विभिन्न लैंग्वेज मॉडल के बीच एक बेहतर मॉडल वह है जिसमे आप वास्तविक शब्द को उच्च प्रोबेबिलिटी प्रदान करते है परप्लेक्सिटी की फॉर्मल परिभाषा क्या है सामान्य तौर पर हम सबसे अच्छा लैंग्वेज मॉडल खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो एक अनसीन टेस्ट डेटा को प्रेडिक्ट करता है मैं परप्लेक्सिटी को कैसे परिभाषित करूं यह परप्लेक्सिटी की एक सरल परिभाषा है मेरे पास कुछ परीक्षण डेटा हैं तों मैं अपने परीक्षण डेटा में इनवर्स प्रोबेबिलिटी को नोर्मलाइज शब्दों की संख्या से पता लगा रहा हूं इसका मतलब है कि परीक्षण डेटा की प्रोबेबिलिटी का पता लगाना और फिर शब्दों की संख्या को नोर्मलाइज करके इनवर्स प्रोबेबिलिटी के संबंध में इसे निकालना है अगर मेरे पास कम परप्लेक्सिटी है तो मेरे पास एक बेहतर मॉडल है औपचारिक रूप से मैं परप्लेक्सिटी को परिभाषित कर सकता हूं जैसे कि मेरे परीक्षण डेटा में मेरे पास w1 से wN शब्द है मैं इस पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी तलाश रहा हूं और इसे 1 डिवाइड बाय N 1N से नोर्मलाइज कर रहा हूं 1N अब यह एक सामान्य परिभाषा है अब अगला प्रश्न जो आपके पास हो सकता है वह यह है कि इस परिभाषा में लैंग्वेज मॉडल कहां आता है इस सरल परिभाषा में w1 से wN तक प्रोबेबिलिटी को निकालना और कुछ नोर्मलाइज़ेसन करना है तों लैंग्वेज मॉडल चित्र में कहाँ आता है चेन रूल को याद रखें जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी पर चर्चा की है यदि मेरे पास w1 से wN तक सीक्वेंस है तो सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी का उपयोग करते हुए हम चेन रूल की प्रोबेबिलिटी का कैसे लिख सकते हैं आप यहाँ देख सकते है मैं उसी तरह का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ़ wi और w1 से w i 1 तक को 1 से विभाजित करना और उसको 1N से परिभाषित करना है आप देख सकते हैं कि हम इस परिभाषा में लैंग्वेज मॉडल को कैसे लागू करते हैं तों लैंग्वेज मॉडल में हम चेन रूल का उपयोग करने के बारे में एक विशेष धारणा लेते हैं कि मैं पिछले कितने कांटेक्स्ट का उपयोग कर रहा हूं आप इसके स्थान पर आप अपने द्वारा सीखे गए किसी भी मॉडल को इससे बदल सकते हैं मान लीजिए कि आप अपने बाईग्राम मॉडल को बदलना चाहते हैं इसका मतलब है आप यह पता लगाना चाहते हैं कि इस वाक्य के लिए बाईग्राम मॉडल की प्रोबेबिलिटी क्या है आप क्या करेंगे हम बस यहाँ बाईग्राम मॉडल की प्रोबेबिलिटी को इसके साथ बदल देते हैं जिससे हम प्रशिक्षण डेटा का उपयोग करके सिख गए या प्रशिक्षित किए गए से हमें बाईग्राम मॉडल की परप्लेक्सिटी मिल जाएगी आप उस मॉडल में w i में w i माइनस 1 तक दिए गए सभी प्रोबेबिलिटी को फीड करेंगे और यही से आपको बाईग्राम मॉडल की परप्लेक्सिटी मिलती है अब आपको एक इन्टूसन देना है इससे मेरा क्या मतलब है जो संख्या मुझे मिलती है वह मुझे परप्लेक्सिटी वैल्यू संकेत करता है आखिर वह वैल्यू मुझे क्या संकेत देती है हम एक सरल उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि मेरे पास एक वाक्य है जिसमें N रैंडम डिजिट्स हैं और मेरे पास एक मॉडल है जो प्रत्येक डिजिट को 1 बाय 10 तक की प्रोबेबिलिटी प्रदान करता है मैं उस मॉडल का उपयोग करके वाक्य की परप्लेक्सिटी खोजना चाहता हूं जो मुझे प्रत्येक डिजिट को 1 बाय 10 तक की प्रोबेबिलिटी देता है तों परप्लेक्सिटी क्या है हम परिभाषा का उपयोग करने की कोशिश करते हैं हमने परप्लेक्सिटी को कैसे परिभाषित किया है तों इस पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी w1 से wN तक की पावर माइनस 1 बाय N है क्या आप इन सभी वैल्यूज को भरने की कोशिश कर सकते हैं मान लीजिए कि मेरा मॉडल प्रत्येक शब्द पर 1 बाय 10 तक की प्रोबेबिलिटी देता है यह प्रत्येक शब्द के लिए 1 बाय 10 पावर N देगा और N अलग अलग शब्द के लिए पावर माइनस 1 बाय N देता है यह कुछ भी नहीं है लेकिन 1 बाय 10 पावर माइनस 1 है और यह मुझे 10 देगा यह मुझे बताता है कि इस मॉडल की परप्लेक्सिटी 10 है वह मॉडल जो प्रत्येक डिजिट को 1 बाय 10 तक की प्रोबेबिलिटी प्रदान करता है यह आपको संकेत दे सकता है कि यह संख्या क्या इंडीकेट करती है चलिए कुछ टेस्ट डेटा से एक और उदाहरण लेते हैं हमें किस प्रकार की परप्लेक्सिटी वैल्यू मिलती हैं और हम इस वैल्यूज की व्याख्या कैसे कर सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल कॉर्पस पर एक प्रयोग किया गया था ट्रेनिंग में उनके पास 38 मिलियन शब्द थे जिस पर लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड किया गया था और टेस्टिंग के लिए उनके पास 15 मिलियन शब्द थे जिस पर परप्लेक्सिटी की गणना की गई थी और उन्होंने तीन अलग अलग मॉडल यूनिग्राम मॉडल बाईग्राम मॉडल और ट्राईग्राम मॉडल को ट्रेंड किया है और उन्हें पता चला की टेस्ट सेट का उपयोग करने में मॉडल की परप्लेक्सिटी क्या है ये वो संख्याएँ हैं जो पाई गईं यूनीग्राम मॉडल के लिए परप्लेक्सिटी 962 बाईग्राम के लिए 170 और ट्राईग्राम की 109 थी अब हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि यूनीग्राम में 962 परप्लेक्सिटी का क्या मूल्य है इसका मतलब यह है कि जब भी मेरा मॉडल एक शब्द को निर्दिष्ट करने की कोशिश कर रहा है तों उसे प्रत्येक 962 विभिन्न संभावनाओं के बीच एक स्वतंत्र और रैंडम रूप से किसी एक को चुनना है इसका मतलब है कि मॉडल बहुत बहुत खराब है अगर परप्लेक्सिटी ज्यादा है तो मेरा मॉडल बहुत बहुत उलझन में है अगर यह कम है तो मेरा मॉडल इतना भ्रमित नहीं है इस मामले में यदि मैं एक यूनिग्राम मॉडल का उपयोग करता हूँ तो यहाँ परप्लेक्सिटी 962 आती है जो बहुत बहुत खराब है लेकिन अगर मैं एक बाईग्राम मॉडल के लिए जाता हूं तो यह 170 है तों मॉडल अभी इतना अधिक पेरप्लेक्सड नहीं है और ट्राईग्राम मॉडल पर यह यह केवल 109 है यह ओर भी बेहतर हो जाता है आप यूनिग्राम में 962 की प्रति परप्लेक्सिटी को देख रहे हैं तों इसका मतलब है कि टेस्ट डेटा आंकड़ों पर उतना ही उलझन में है जैसे कि उसे 962 में से प्रत्येक के लिए समान रूप और स्वतंत्र रूप से एक शब्द का चयन करना था और आप अपने पिछले उदाहरण से भी संबंधित हो सकते हैं क्योंकि हर बार प्रत्येक डिजिट के लिए 10 अलग अलग संभावनाओं के बीच चयन करना होता था क्योंकि यह प्रत्येक डिजिट में 1 बाय 10 की प्रोबेबिलिटी देने के बारे में होता है आप समझ गए कि परप्लेक्सिटी का क्या अर्थ है एक बार हमने लैंग्वेज मॉडल बना लिया है तो हम इसे अन्य टास्कस के लिए भी उपयोग कर सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टास्क को शैनन विज़ुअलाइज़ेशन मेथड कहा जाता है और में वाक्यों को बनाने या विसुअलिज़ करने के लिए इस लैंग्वेज मॉडल का उपयोग कर सकता हूं यदि आपने शैनन का मैथमेटिकल इनफार्मेशन थ्योरी ओरिजिनल पेपर पढ़ा है तो वहाँ वह इस मेथड का उपयोग शब्दों के विभिन्न सीक्वेंस को उत्पन्न करने के लिए करता है तों इसका क्या विचार है मान लीजिए मैंने एक लैंग्वेज मॉडल सीखा है जिसका उपयोग मैं शब्दों या वाक्यों के विभिन्न सीक्वेंस को उत्पन्न करने के लिए कर सकता हूँ हम वास्तव में इस शैनन विज़ुअलाइज़ेशन मेथड को कैसे लागू करते हैं मान लीजिए कि मुझे एक वाक्य उत्पन्न करना है मैं क्या करूँगा तों मुझे एक वाक्य उत्पन्न करना होगा मैं सबसे पहले एक रैंडम बाईग्राम चुनूंगा जो कि प्रोबेबिलिटी के अनुसार वाक्य शुरू कर रहा है तों इससे क्या मतलब है तों मैं बाईग्राम सीख रहा हूँ मेरे पास w1 शब्द वाक्य की शुरुआत के साथ किस प्रोबेबिलिटी के साथ होता है और w2 शब्द इस वाक्य की शुरुआत के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ होता है तों यह एक कम्पलीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो 1 तक बढ़ जाएगा अगर मुझे एक वाक्य उत्पन्न करना है तो मुझे इस संभावनाओं में से एक को चुनना होगा और यह उस बाईग्राम की प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करेगा यहाँ आप मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में सोच सकते हैं और आप इस मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन से एक शब्द की सैंपलिंग ले रहे हैं मान लीजिए कि आपने यहाँ एक विशेष शब्द चुना है आप एक वाक्य को शुरू करते हैं जो आप स्टार्ट और w2 शब्द से करते है अब मुझे अगला शब्द चुनना है तों अगले स्टेप में कोई भी रैंडम बाईग्राम प्रोबेबिलिटी को चुनता हू मैं क्या करूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूशन w से n तक अलग अलग शब्दों में w1 w2 और आगे तक जाता हु और इस मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन से मैं एक सैंपल एक शब्द मान लूंगा जिसका मुझे जोड़ w50 लगता है फिर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन w50 और अगले शब्द के साथ एक सैंपल शब्द लेने की कोशिश करूंगा सवाल यह है कि मुझे कब रुकना है और मै कब कहता हु की मेरा वाक्य पूरा हो गया है तों मेरा वाक्य तब पूरा होगा जब हम एक शब्द का सैंपल वाक्य के अंत के साथ करता है तो किसी बिंदु पर मैं wi का सैंपल और अगला शब्द उस वाक्य का अंत है जो मैं कहता हूं कि मेरा वाक्य खत्म हो गया है यह शैनन विज़ुअलाइज़ेशन मेथड का पूरा विचार है मैं ऐसा करता रहता हू जब तक मैं वाक्य का अंत नहीं चुन लेता हूं और हम इसे कार्पस के एक उदाहरण से देखेंगे रेस्टोरेंट कॉर्पस से हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी मान लीजिए कि मैंने बाईग्राम मॉडल सीखा है और मैं एक वाक्य बनाना चाहता हूं मैं यह कैसे करूंगा मैं एक वाक्य की शुरुआत पहले शब्द से करता हूं फिर मुझे i मिलता है उसके बाद मैं पहला शब्द लेता हूं जैसे ही मैं अगला शब्द मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल से चुनता हूं इस मामले में यदि हम सैंपल लेते हैं तो हम उस वाक्य को प्राप्त कर सकते हैं जैसे आई वांट टू इट चाइनीज फूड और फूड के बाद हमें वाक्य का अंत मिलता है तों आई वांट टू इट चाइनीज फूड एक ऐसा वाक्य होगा जो इस मेथड से उत्पन्न होता है मान लीजिए कि हम शेक्सपियर कार्पस के ऊपर इस मेथड का उपयोग करने का प्रयास करते हैं हमारे पास कुछ संख्या में टोकन हैं और शब्दावली का आकार 29066 है बस आपको यह संकेत देने के लिए कि बाईग्राम वास्तव में बहुत बहुत स्पारस हैं यदि आप 29000 की शब्दावली का आकार लेते हैं तो कितने बाईग्रामस संभव हैं तों बाईग्राम से क्या मतलब है - जिसमे एक साथ दो शब्द है मैं यह कह सकता हूं कि V इसक्वायर संभव बाईग्रामस हैं क्योंकि हर संभव संयोजन हो सकता है लेकिन इससे मुझे 844 मिलियन बड़ी संख्या में बाईग्रामस मिल सकती है लेकिन कॉर्पस में वास्तव में कितने बाईग्रामस देखे गए थे हम पाते हैं कि केवल 300000 बाईग्राम थे जो हमने कॉर्पस में देखे हैं यह बहुत बहुत स्पारस है मान लीजिए कि मैं इस कॉर्पस से विभिन्न लैंग्वेज मॉडल बनाता हूं और विभिन्न पैराग्राफ और वाक्य बनाने की कोशिश करता हूं हम वास्तव में क्या देखते हैं आप देखेंगे कि क्या होता है अगर मैं यूनीग्राम मॉडल बाईग्राम मॉडल ट्राईग्राम मॉडल और हाई ऑर्डर मॉडल लेता हूं यहाँ आप देख रहे हैं यदि आप यूनीग्राम मॉडल लेते है तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद शेक्सपीयर में बहुत लोकप्रिय हैं लेकिन वाक्य समझ में नहीं आ रहा है यदि आप लाइक शब्द को देखते हैं यह किसी भी अन्य शब्द से स्वतंत्र होता है और यह एक पूर्ण वाक्य बन जाता है जो संभवतः ऐसा नहीं है जो आप शेक्सपियर कार्पस में देखते है मान लीजिए कि आप अब बाईग्राम मॉडल पर जाते हैं तों आप कुछ समझ बनाने लगते हैं आपके पास शब्दों की सीक्वेंस हैं जैसे कि मतलब है यह सब अच्छे बाई ग्राम हैं लेकिन अगर आप वाक्य का निरीक्षण करने की कोशिश करते हैं तो शायद वे बहुत अधिक समझ में नहीं आ रहे हैं यदि आप ट्राईग्राम मॉडल पर जाते हैं तो फिर से आपको कुछ और अर्थ मिलेंगे जैसे फालस्टाफ शाल डाई और शेल फोरबिड इट शुड बी ब्रांड shell forbid it should be brand उनके पास फिर से कुछ अच्छे सीक्वेंस हैं और यह वाक्य के संदर्भ में बहुत अधिक समझ में आता है और अगर आप क्वाड्रिग्राम पर जाते हैं तो आपको किंग हेनरी जैसा दिखने वाला कुछ मिल रहा है वाट आई शाल गो सी द ट्रेटर ग्लौकेस्टर यह शेक्सपियर के कॉर्पस से एक वैध वाक्य की तरह दिखता है जैसा कि आप उच्च और उच्चतर ऑर्डर मॉडल पर जाते हैं और जिस तरह के वाक्य आप उत्पन्न करते हैं वह कुछ ऐसा होगा जो वास्तव में कॉर्पस जैसा दिखता है जिससे हम इस भाषा मॉडल को प्रशिक्षित कर रहे हैं यह मेरी विज़ुअलाइज़ेशन मेथड है अब हम एक स्मूथिंग की समस्या पर जाने की कोशिश करेंगे जिस पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी याद रखें कि मेरी लैंग्वेज मॉडल में क्या समस्या थी अगर हम बाईग्राम ट्रेनिंग का उपयोग कर रहे है केवल उन आंकड़ों को लें जो हमने शेक्सपियर के कॉर्पस से देखे थे 844 मिलियन संभावित बाईग्रामस थे जिनमें से केवल 300000 बाईग्राम वास्तव में होते हैं यदि आप प्रत्येक बाईग्राम को प्रोबेबिलिटी प्रदान करते हैं तो कुछ को 0 से अधिक की प्रोबेबिलिटी मिलेगी दूसरों को 0 की प्रोबेबिलिटी मिलेगी मान लीजिए कि आप एक परीक्षण डेटा ले रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि यह शेक्सपियर के कॉर्पस से कितना मिलता जुलता है और जब भी आप एक बाईग्राम देखते हैं तो आप ट्रेनड लैंग्वेज मॉडल से प्रोबेबिलिटी ले रहे होते हैं मान लीजिए कि एक बाईग्राम शेक्सपियर के कॉर्पस में नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है परप्लेक्सिटी वैल्यू का क्या होता है याद रखें कि यह सभी विभिन्न प्रोबेबिलिटी का गुणन मात्र है यह 0 हो जाएगा तों यह बहुत मददगार नहीं होगा आप वास्तव में इसे कुछ प्रोबेबिलिटी देना चाहते हैं ताकि यह शून्य न हो जाए इलसिए हम स्मूथिंग के विषय का अध्ययन करेंगे कि कैसे हम 0 की इस समस्या के आसपास विभिन्न प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को निर्दिष्ट कर सकते हैं एक सरल उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि मैं ट्राईग्राम और मेरे प्रशिक्षण डेटा को सीख रहा हूं ओर मैंने निम्नलिखित वाक्यों को देखा है मैंने इन कई घटनाओं जैसे डिनाइड द एलीगेशन डिनाइड द रिपोर्ट्स डिनाइड द क्लेम्स डिनाइड द रिक्वेस्ट और मैं डिनाइड द के बाद शब्द का पता लगाने का एक मॉडल सीख रहा हूं मेरे प्रशिक्षण डेटा में मान लीजिए मुझे ये दो घटनाएं दिखाई देती हैं डिनाइड द ऑफर और डिनाइड द लोन मेरे मॉडल की परप्लेक्सिटी का क्या होगा मैंने इन दो घटनाओं को देखा है जो मेरे प्रशिक्षण डेटा में नहीं थे तों ऑफर गीवेन डिनाइड द की प्रोबेबिलिटी 0 और उसी तरह लोन गीवेन डिनाइड द की प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी परीक्षण सेट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और परप्लेक्सिटी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है और यही हम शुरू में कह रहे थे मैं इस समस्या के आसपास कैसे जा सकता हूं ताकि मैं अपनी परप्लेक्सिटी की गणना कर सकूं भले ही कुछ बाईग्राम या ट्राईग्राम मेरे प्रशिक्षण डेटा में नहीं होते है स्मूथिंग का विचार क्या है यह वही है जो हम देख रहे थे मैं शब्द w को उसके बाद होने वाले डिनाइड द के लिए ट्राईग्राम मॉडल की गणना कर रहा हूं और मान लें कि मेरे डेटा में मुझे चार अलग अलग शब्द दिखाई देते हैं मुझे एलीगेशन रिपोर्ट्स क्लेम्स रिक्वेस्ट कुल सात शब्द दिखाई देते हैं और मैं इनमें से प्रत्येक को 3 बाय 7 2 बाय 7 1 बाय 7 और 1 बाय 7 की प्रोबेबिलिटी देता हूं और में इसे प्लोट में भी 3 बाय 7 2 बाय 7 1 बाय 7 और 1 बाय 7 के रूप में बता सकता हूं जो इन 1 को जोड़ता है तों अन्य के लिए ट्राईग्रामस की प्रोबेबिलिटी क्या है जैसे डिनाइड द अटैक डिनाइड द मैन डिनाइड द आउटकम ये भी बहुत बहुत संभव ट्राईग्रामस हैं यहाँ क्या होगा हम इन सभी के लिए 0 की प्रोबेबिलिटी प्रदान करेंगे इन सभी की प्रोबेबिलिटी 0 है स्मूथिंग करने का विचार क्या है स्मूथिंग यह है कि क्या मैं इन चार शब्दों में से प्रत्येक से कुछ प्रोबेबिलिटी मान सकता हूं और यह तीन शब्दों या किसी अन्य शब्द को निर्दिष्ट कर सकता हूं जो मैंने अपने प्रशिक्षण डेटा में नहीं देखा है क्या मैं इन चार शब्दों में से कुछ प्रोबेबिलिटी मास ले सकता हूं और मैं अपने डेटा में दूसरे शब्दों को कुछ प्रोबेबिलिटी मास कर सकता हूं यह माना जाता है कि मैंने चार शब्दों में से प्रत्येक से 05 का प्रोबेबिलिटी मास लिया है तो इसका मतलब है मुझे 2 बाय 7 तक का प्रोबेबिलिटी मास मिलता है और उस मास को मैं अपने कार्पस में अन्य सभी शब्दों के बीच वितरित करता हूं और यह कई अलग अलग तरीकों से वितरित किया जा सकता है हम कुछ संभावित तरीके देखेंगे जिसमें हम इस प्रोबेबिलिटी मास को दूसरे शब्दों में वितरित कर सकते हैं जो हम अपने प्रशिक्षण डेटा में देख रहे थे और कितना मास वितरित किया जाना है जिसे हम भी देखेंगे विभिन्न मेथड्स हैं जो ऐसा करते हैं मूल विचार स्पष्ट है हम वास्तव में ऐसा कैसे करते हैं एक सरल मेथड को लाप्लास स्मूथिंग या ऐड वन एस्टीमेशन कहा जाता है क्या विचार है ऐसा सोचे जैसे आपने हर N ग्राम को एक बार देखा है जो हमने वास्तव में अपने प्रशिक्षण डेटा में किया था मान लीजिए कि मैंने इसे केवल एक बार देखा है मैं ऐसा सोचूंगा जैसे मैंने इसे दो बार देखा है उस N ग्राम का क्या होगा जो मैंने अपने प्रशिक्षण डेटा में बिल्कुल नहीं देखा है मैं सोचूंगा जैसे कि मैंने उन्हें एक बार देखा है यह सरल विचार है हमें प्रशिक्षण डेटा से वास्तव में जो भी काउंट मिला है हम उसमे सिर्फ एक ओर जोड़ देंगे याद रखें कि w i गिवन w i माइनस 1 से बाईग्राम प्रोबेबिलिटी के लिए यह मैक्सिमम लाइकलिहुड एस्टीमेट है हम इसे कई बार उपयोग कर पाते हैं यदि हम w i माइनस 1 के बाद w i को डिवाइड बाय w i जो की जितनी बार हमारे प्रशिक्षण डेटा में आता है तों यह मेरी MLE की परिभाषा है मैं MLE का उपयोग करके लैंग्वेज मॉडल या एक बाईग्राम मॉडल का अनुमान कैसे लगाऊं तों मैं लाप्लास स्मूथिंग का उपयोग कैसे करूँ हमने क्या कहा था हम ऐसा सोचेंगे की जैसे हमने प्रत्येक N ग्राम को एक बार अधिक देखा है जितना हमने वास्तव में देखते है हम यहां क्या करेंगे हम वास्तविक संख्या में 1 जोड़ देंगे प्रत्येक संभावित बाईग्राम के लिए ऐसा करेंगे लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए की प्रोबेबिलिटी 1 तक बढ़ जाती है मुझे अपने हर डिनोमिनेटर में कुछ संशोधन करने होंगे ताकि वे सामान्य हो जाएं तों मैं अपने डिनोमिनेटर में क्या जोड़ूंगा इस उत्तर को प्राप्त करने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग बाईग्रामस है जिनके लिए मैं 1 जोड़ूंगा मेरी शब्दावली में कितने अलग अलग w i शब्दों की संख्या है इसका मतलब है मैं 1 कैपिटल V टाइम्स जोड़ूंगा अतः सामान्य करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में एक V जोड़ना होगा और यह अनिवार्य रूप से मेरे ऐड वन स्मूथिंग जोड़ने का विचार है कि मैं अपने वास्तविक N ग्राम की संख्या में 1 जोड़ दूं और इसे सामान्य करने के लिए अपने हर डिनोमिनेटर में एक V जोड़ दूं तों यह मेरा ऐड वन एस्टीमेट है जिसमे संख्या का काउंट्स प्लस 1 है जो यूनीग्राम w i माइनस 1 प्लस की V शब्दावली आकार की गणना से विभाजित करता है यह बहुत ही सरल तकनीक है जिसे आप सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं इसके लिए बहुत सारे फैंसी अनुमानों की आवश्यकता नहीं है आप बस अपना लैंग्वेज मॉडल प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से इस स्मूथिंग मेथड को लागू कर सकते हैं जब ऐड वन स्मूथिंग मेथड हम लागू करते हैं तों हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि इफेक्टिव बाईग्राम काउंट क्या है इस इफेक्टिव बाईग्राम काउंट से मेरा क्या मतलब है मेरा यह मतलब है की आप यहां देखें कि आपने अपनी वास्तविक गणना या प्रोबाबिलिटी को संशोधित किया है तों यह क्या विचार है तों इफेक्टिव क्या है जो आपके वास्तविक प्रशिक्षण डेटा में इस तरह से गिना जाएगा कि आपको वही मिल गया होगा जो उसी प्रोबाबिलिटी को मिला होगा मैं जो कह रहा हूं यह आपकी नई प्रोबाबिलिटी है प्रोबाबिलिटी w n गिवन w n माइनस में 1 को ऐड वन स्मूथिंग कहते है यहाँ सवाल यह है कि मेरा इफेक्टिव बाईग्राम काउंट c स्टार w n माइनस वन w n होगा अगर मैं MLE एस्टीमेट PMLE करता हूं तों w n गिवन w n माइनस 1 दिया जाता है तो मुझे इसके समान वैल्यूज मिलेगी मैं इफेक्टिव बाईग्राम काउंट कैसे निकालता हूं तों इफेक्टिव बाईग्राम काउंट में यदि मैं काउंटर w n माइनस 1 से विभाजित करता हूं तो मुझे यह प्रोबाबिलिटी मिलनी चाहिए थी इसका मतलब है कि मैं इस c की तुलना इस प्रोबबिलिटी के साथ इस प्रोबेबिलिटी से कर सकता हूं और इससे मुझे अपने इफेक्टिव बाईग्राम काउंट की गिनती मिल जाएगी यह है कि मैं अपने इफेक्टिव बाईग्राम काउंट को कैसे परिभाषित करता हूं हम कुछ उदाहरण देखेंगे अगर मैं इसे अपने रेस्टोरेंट कॉर्पस के लिए लागू करता हूं तो हम किस तरह के इफेक्टिव बाईग्रामस का निरीक्षण करते हैं हमें याद है कि यह वही काउंट्स है जो हम अपने बाईग्राम में देखते हैं यह मेरा रेस्टोरेंट कॉर्पस है यह हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि आई वांट कार्पस मे बहुत अधिक बार होता है तों यह वास्तविक बाईग्राम है जिसे हम देखते हैं मान लीजिए कि मैं ऐड वन स्मूथिंग लागू करता हूं तो आप इस डेटा पर ठीक से लागू नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरा डेटा नहीं है यह केवल एक छोटा स्क्रीनशॉट है मान लीजिए कि आप एक ऐड वन स्मूथिंग का उपयोग करते हैं और फिर यदि आप पाते हैं कि मेरा इफेक्टिव बाईग्राम काउंट क्या है आप किस तरह के इफेक्टिव बाईग्राम काउंट को देखते हैं आप टेबल में देखते हैं कि कुछ काउंट्स 0 हैं एक बात आप मान लेंगे कि इस स्मूथिंग तकनीक को लागू करने के बाद ये 0 नहीं होंगे यह 0 से अधिक होंगे और जो कुछ भी हाई वैल्यू के लिए होना चाहिए उसकी जगह स्मॉलर वैल्यू है क्योंकि कुछ मास वहां से लेके हम उन शब्दों को देंगे जो कभी नहीं आये थे और यह वह है जो आप देखेंगे जब हम ऐड वन स्मूथिंग लागू करते है तों फिर इफेक्टिव बाईग्राम काउंट्स रखते है तों यह मेरे इफेक्टिव बाईग्राम काउंट्स हैं आप यहाँ देख सकते है आई वांट शब्द का बाईग्राम 827 बार होता है और इफेक्टिव बाईग्राम काउंट की गिनती केवल 527 है दूसरी तरफ आई टू प्रशिक्षण डेटा में बिल्कुल नहीं हुआ था लेकिन अब इफेक्टिव बाईग्राम काउंट की गिनती 064 है एक और अवलोकन आप यहाँ से पिछले शब्द के लिए कर सकते है और अगर अगले शब्द के लिए भी 0 बार होता है तो इफेक्टिव बाईग्राम काउंट समान रहता है जो 064 है जब भी पिछला शब्द आई के साथ चायनीज़ फूड और लंच जैसे शब्दों के लिए होता है लेकिन यह भिन्न होता है पिछले विभिन्न शब्दों में यदि आप वांट जैसे शब्द लेते हैं तो वांट कि वैल्यू 03 टाइम्स और टू के लिए 063 हो जाती है तों यह पिछले शब्द पर निर्भर करता है और आप यह भी देख सकते हैं कि क्यों मैं इस प्लस v को यूनीग्राम की गिनती के लिए कर रहा हूं और हां यह अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग होगा यही कारण है कि यह वैल्यू अलग अलग शब्दों के लिए भी अलग होगी यहां पर हमने ऐड वन एस्टीमेशन के बारे में बात की लेकिन सामान्य तौर पर इसके कुछ सरल प्रकार भी हैं तों एक साधारण प्रकार को ऐड के एस्टीमेशन कहा जाता है तों हर बाईग्राम में हम एक ऐड करते है तों हमेशा वन क्यों चाहते हैं हम कुछ सामान्य काम क्यों नहीं कर सकते हैं जैसे k k 05 या 1 से अधिक हो सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है इसे ऐड के एस्टीमेशन कहा जाता है

तों यहाँ क्या विचार है हम प्रत्येक काउंट में k ऐड करते हैं और उसी तरह हम अपने डिनोमिनेटर में भी kV ऐड करेंगे यह वास्तव में ऐड वन एस्टीमेशन के रूप में ही है अगर मैं k 1 के बराबर लेते है मैं यहाँ कुछ वेरिंट् भी बना सकता हूँ मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि kV यहा m के बराबर है तों मैं इसे प्लस m और प्लस m बाय V के रूप में लिख सकता हूं तों यहाँ m k टाइम्स v हो जायेगा यह एक और वेरिंट् है और इससे मुझे यह भी पता चलता है कि मैं इस बुनियादी स्मूथिंग मेथड को कैसे सुधार सकता हूं यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं प्रत्येक शब्द को प्रभावी रूप से m बाय V जोड़ रहा हूँ मैं अपनी शब्दावली में सभी V शब्दों को m टाइम्स 1 बाय V कर रहा हूँ और यदि हम शब्दावली में सभी शब्दों को m बाय V जोड़ते है तों हमें एक m मिलता हैं क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं यह विचार है कि प्रत्येक शब्द में m टाइम्स 1 बाय V जोड़ने के बजाय आप शब्द के लिए यूनीग्राम प्रोबेबिलिटी जोड़ सकते हैं और आप कहते हैं कि यह उन सभी शब्दों के लिए एक को जोड़ देगे जब आप प्रोबेबिलिटी को नोरमलाइज करेंगे तों नुमेरटर और डिनोमिनेटर में समान वैल्यू आएगी लेकिन यह एक बेहतर अनुमान हो सकता है ऐसा क्यों है मैं यहाँ कुछ परिवर्तन भी कर सकता हूँ मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मेने kV को m से बदल दिया है अगर में यहाँ 1 बाय V कि जगह शब्द की प्रोबेबिलिटी के रूप में लिख सकता हूं तों यह अलग स्मूथिंग है हम इस तरह से बेहतर स्मूथिंग कर सकते हैं और इसको यूनीग्राम प्रायर स्मूथिंग कहते है क्यों यह एक स्मूथिंग करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है तों में यहाँ क्या कर रहा हूँ हम एक प्रोबेबिलिटी या अलग अलग शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे प्रशिक्षण डेटा w i गिवन w i माइनस 1 में नहीं होते हैं जैसे एक शब्द w i लेंते है जो बहुत सामान्य है इसलिए जैसे कि मेरे पास एक शब्द गवर्नमेंट है जो बहुत ही सामान्य है और मेरे पास कुछ और शब्द हो सकते हैं जैसे कि मेबी स्मूथिंग जैसा कुछ हो सकता है अन्य शब्द w 1 w 2 हो सकता है आप अपने ऐड वन स्मूथिंग या ऐड के स्मूथिंग में क्या कर रहे हैं आप केवल k या 1 का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले शब्द प्लस kV की गिनती से विभाजित कर रहे हैं और यह दोनों शब्दों के लिए समान होगा यूनीग्राम प्रायर स्मूथिंग पर क्या विचार है यह है कि अगर मुझे पता है कि यह शब्द मेरे कॉर्पस में अधिक सामान्य है तो यह शब्द शायद मैं कह सकता हूं कि इसकी कार्पस में आने की प्रोबेबिलिटी w i माइनस 1 है और इसके आने वाले शब्द की प्रोबेबिलिटी w i माइनस 1 से अधिक होगी और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यह डेटा मेरे पास मेरे कॉर्पस से है और मैं इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं इसे यूनीग्राम प्रायर स्मूथिंग कहा जाता है सामान्य तौर पर स्मूथिंग करने के कई अन्य तरीके भी हैं हमने ऐड वन स्मूथिंग और यूनिग्राम के पीछे की संस्था के बारे में चर्चा की लेकिन स्मूथिंग के अन्य एडवांस मॉडल भी हैं जो हम अगले व्याख्यान सप्ताह 3 में देखेंगे